सबका स्वागत है इस पाठ्यक्रम के अंतिम व्याख्यान के लिए हम यहाँ मिल रहे हैं और हम प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं और पिछली कक्षाओं में मैंने किसी व्यावसायिक संगठन में एमसीएस प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को शुरू करने या लागू करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण तकनीकों की चर्चा की थी तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ अन्य तकनीकों की बात करूंगा कि कैसे हम संगठन के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और अगली तकनीक गुणवत्ता नियंत्रण की श्रृंखला में हैं संगठन के परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु गुणवत्ता नियंत्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है आपका उत्पाद अवश्य एक उत्कृष्ट उत्पाद होना चाहिए जिसे हम बनाने जा रहे हैं आपकी सेवा जो हम लोगों को देने जा रहे हैं बहुत उत्कृष्ट होनी चाहिए तभी लोग आपके साथ रहेंगे अन्यथा क्योंकि वैश्वीकरण के बाद भारत जैसे देश में भी आपूर्ति पक्ष बहुत बढ़िया हुआ है इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि आज लोग या ग्राहक जो कंपनी X का समर्थन कर रहे हैं वे असीमित रूप से ऐसा करना जारी रखेंगे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है आज विकल्पों की भरमार है और जिस क्षण लोगों को विकल्प मिलता है वे तुरंत नए उत्पादों या नई सेवाओं में स्थानांतरित हो जाते हैं और चूंकि हम आप इसे मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं भारत एक मूल्य संवेदनशील अर्थव्यवस्था है लोगों की आय का स्तर बहुत ऊँचा नहीं हैं हमारे पास आय की उचित मात्रा है कभी कभार शायद गुणवत्ता या उचित गुणवत्ता के लिए कीमत भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है अतः हमें गुणवत्ता और कीमत के बीच संतुलन बनाए रखना होगा क्योंकि लोगों की आमदनी सीमित होने के कारण कभी कभी गुणवत्ता साधारण है उत्कृष्ट नहीं लेकिन अगर उन तरह के उत्पादों के लिए कीमत बहुत कम है तो इसका मतलब है कि हमें उत्पाद की गुणवत्ता और कीमत के बीच संतुलन बनाना होगा और यदि आप गुणवत्ता के बारे में बात करना चाहते हैं गुणवत्ता नियंत्रण बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने और संगठन की गतिविधियों को नियंत्रित रखने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है उदाहरण के लिए यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या दो पहिया उद्योग के बारे में भी बात करते हैं आज भारत में हमें दो पहिया वाहन कौन मुहैया करा रहे हैं मुख्यतः वे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं होंडा एक ऐसी कंपनी है मुझे लगता है कि स्कूटर बाजार में उसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है तो होंडा सफल क्यों है उनके उत्पाद जैसे एक्टिवा और अन्य अत्यंत सफल क्यों हैं बहुत अच्छी गुणवत्ता और उत्पाद के बहुत अच्छे प्रदर्शन के कारण जो भारतीय कंपनियां उदारीकरण से पहले से बाजार में हैं जब इस होंडा और अन्य कंपनियों ने बाजार में प्रवेश किया वे अब अस्तित्व में कहाँ हैं आप समझ सकते हैं कि होंडा के भारत में आने से पहले कौन सी कंपनी हमें स्कूटर की आपूर्ति कर रही थी और आज वह कंपनी कहाँ है अतः हमें सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्कूटर मिल रहे हैं अतः भारतीय कंपनी जैसे कि हीरो मोटर कॉर्प्स भी उस खण्ड में नहीं हैं अभी भी सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी होंडा के पास है और एक्टिवा सबसे पसंदीदा ब्रांड है अर्थात उस मामले में उत्पाद की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण गुणवत्तापूर्ण उत्पाद है इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण एमसीएस सुनिश्चित करने की एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है और गुणवत्ता नियंत्रण यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि उत्पाद और सेवाएं ग्राहक को संतुष्ट करती हैं गुणवत्ता नियंत्रण यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि उत्पाद और सेवाएं ग्राहक की संतुष्टि के स्तर तक प्रदर्शन करें इसलिए यदि ग्राहक गुणवत्ता से और कीमत से संतुष्ट है तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का भविष्य अच्छा है और वे अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं यदि ग्राहक आपका समर्थन नहीं कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि संगठन क्या होगा देखिये बाज़ार में एक कंपनी थी ओनिडा उत्पाद के साथ एक समय था जब ओनिडा बाजार में अग्रणी था और उनका एक पंच लाइन हुआ करता था मालिकों का गर्व पड़ोसी की जलन परन्तु कुछ कारणों से अब अर्थात जिस ओनिडा उत्पाद को कुछ वर्षों पूर्व तक ग्राहक अत्यंत पसंद करते थे आज वे बाजार खोज रहे हैं आज बाजार के लिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आज बाज़ार में सैमसंग एलजी और सोनी के बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद आ गए हैं तो इसका मतलब है कि एक उत्पाद जो एक समय में बाजार में सबसे अच्छा था वह अच्छा नहीं रह जाता है क्योंकि कोई और सबसे अच्छा विकल्प ले आता है इसलिए हमेशा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने और फिर बाजार में सतत बने रहने के बारे में सोचें हम ससमय गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं हम एक गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं और गुणवत्ता रिपोर्ट की लागत में गुणवत्ता के वित्तीय प्रभाव को गुणवत्ता रिपोर्ट की लागत में प्रदर्शित किया जाता है गुणवत्ता रिपोर्ट की लागत में गुणवत्ता के वित्तीय प्रभाव को गुणवत्ता रिपोर्ट की लागत में प्रदर्शित किया जाता है जहाँ हम विभिन्न दोष निवारक उपाय अपनाते हैं यानि उत्पाद में कोई दोष नहीं होना चाहिए आप इस तरह एक उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं कि उसमे कोई दोष नहीं हैं विनिर्माण के दौरान भी विनिर्माण के पश्चात भी या जब यह ग्राहकों तक पहुंचता है तब भी और फिर हम आंतरिक विफलताओं के बारे में बात करते हैं हमें आंतरिक विफलताओं का ध्यान रखना होगा ताकि संगठन के भीतर यथासंभव न्यूनतम विफलता हो और निरंतर मूल्यांकन की भी आवश्यकता होती है और उत्पाद की बाहरी विफलता से भी बचा जा सकता है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पाद में होने वाली किसी भी प्रकार के दोष को रोकें किसी भी प्रकार की आंतरिक विफलता को रोकें और उत्पाद की किसी भी प्रकार की बाहरी विफलता को रोकें और फिर उत्पाद की गुणवत्ता को निरंतर मूल्यांकित करते रहें हम क्या कर रहे हैं हम किस दिशा में कर रहे हैं और उस उत्पाद की गुणवत्ता या मूल्य क्या है जो हम ग्राहक को दे रहे हैं इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतर गुणवत्ता रिपोर्ट तैयार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है त्वरित रोकथाम लागत वे लागतें हैं जो दोषपूर्ण उत्पादों के उत्पादन या घटिया उत्पादों के वितरण को रोकने पर होती हैं ऐसा मत करिए अर्थात अगर आप उत्पाद की गुणवत्ता अधिकतम करना चाहते हैं तो आप उत्पाद में किसी भी प्रकार की कमी को रोकते हैं मूल्यांकन लागतें वे हैं जो दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को पहचानने के लिए खर्च होती हैं तो इसका अर्थ है कि यदि आप नियमित मूल्यांकन करते हैं तो आप उत्पादों के दोषों को न्यूनतम कर सकते हैं और मूल्यांकन स्वयं ही यह सुनिश्चित करता है कि हम संगठन के भीतर उत्पाद के समग्र प्रदर्शन के बारे में बहुत सावधान हैं और यहां तक कि जब यह ग्राहकों तक पहुंचता है आंतरिक विफलता लागत दोषपूर्ण घटकों और संगठन में नकारे गए अंतिम उत्पादों और सेवाओं की लागत है बाहरी विफलता लागत दोषपूर्ण उत्पादों के वितरण से उत्त्पन्न लागत जैसे मरम्मत वापसी और वारंटी खर्च तो इसका मतलब है कि इन सभी 4 आप इसे उत्पादों के अवगुण या गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में कह सकते हैं हमें सावधान रहना चाहिए कि हम रोकेंगे कि उत्पाद के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है मूल्यांकन की मदद हम विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान सभी आंतरिक विफलताओं से बचेंगे और हम बाहरी विफलताओं को न्यूनतम करना चाहेंगे शायद तब तक उत्पाद ग्राहकों तक पहुंच गया हो अतः यदि आप ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक गुणवत्ता जागरूक संगठन हैं और आप ग्राहक की जरूरतों के बारे में सावधान हैं अतः हम नियमित गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट तैयार कर सकते हैं गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट हमें यह समझने में मदद करते हैं कि एक परिचालन चक्र या एक दी गई समयावधि के दौरान हमारे द्वारा निर्मित कुल उत्पादों में से कितने उत्पाद दोषपूर्ण और कितने उत्पाद बढ़िया हैं हम उत्पाद में दोषों को एक समयावधि में कम करने में सक्षम हैं या नहीं यह नियंत्रण का विषय है तो गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट उत्पादों के विभिन्न आयामों या गुणों का एक सांख्यिकीय क्षेत्रण है ये प्रक्रिया द्वारा दोष उत्पन्न करने से पहले प्रक्रिया विचलन का पता लगाने में मदद करता है तो इसका मतलब है कि यह आपका गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट है गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप यह कह सकते हैं कि हमें यहाँ गुणवत्ता नियंत्रण चार्ट दिया हुआ है और हम यहां यह कहना चाह रहे हैं कि उस दोष का लक्ष्य एक तरफ है यह पीली रेखा कहती है कि एक लक्ष्य यह है कि यह करीब 06 प्रतिशत हो इससे अधिक नहीं अर्थात निर्मित उत्पादों में से 1 प्रतिशत भी दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए या उनमे किसी भी प्रकार का दोष नहीं आना चाहिए और फिर आप यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उत्पादन के दौरान हमने क्या देखा यह लाल रेखा दिखा रही है कि हमारे दोष कभी कभी कुछ हफ्तों में हमारे लक्ष्य 06 प्रतिशत से कम है लेकिन कई बार दोष लक्ष्य से अधिक रहा है इसलिए यह गंभीर चिंता का विषय है हमें बहुत ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि क्यों दोष किसी समय 06 प्रतिशत के मानक लक्ष्य के मुकाबले 2 प्रतिशत को छू रहे हैं इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा इस प्रकार के गुणवत्ता चार्ट हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहे हैं या नहीं फिर हम चक्र अवधि के बारे में बात करते हैं उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने के लिए चक्र अवधि एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है एक सिर्फ सवाल या आवश्यकता नहीं है कि आपको उत्पाद की गुणवत्ता सुधारना है आपको चक्र अवधि को भी नियंत्रण में रखना होगा उदाहरण के लिए हमारा परिचालन चक्र सामान्यतया 10 दिनों का है और परिचालन चक्र यानि आप परिचालन चक्र कैसे तय कर सकते हैं परिचालन चक्र कुछ ऐसा है यह परिचालन चक्र है सही है इस परिचालन चक्र में हमारे पास यहाँ नकदी है उसे हम कच्चे माल में परिवर्तित करते हैं अर्थात जब हम कच्चा माल खरीदते हैं तब हम इस सामग्री को जारी करते हैं और फिर हम इसे WIP कार्य प्रक्रिया में बदलते हैं और फिर WIP के बाद हम इसे बेहतरीन उत्पाद में परिवर्तित करते हैं और इसके पश्चात हम बिक्री करते हैं और जब आप बिक्री करते हैं तो बिक्री का एक भाग नकदी होता है जो रोकड़ बन जाता है और कभी कभी हम उधार पर बेचते हैं जिसे विविध देनदारियां से दिखाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने नकदी से शुरुआत की हमारे पास नकदी थी हमने अपनी नकदी को कच्चे माल में बदला कच्चे माल को कार्य प्रक्रिया में कार्य प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद में तैयार उत्पाद को बिक्री में और बिक्री दो श्रेणियों में होती है एक नकदी में बाजार में बिक्री के तुरंत बाद हमें आंशिक रूप से नकद प्राप्त हो जाता है और बिक्री का कुछ अंश जो उधार में होता हैं वह बाद में मिलता है इसलिए कुल निवेशित नकद और वापस कुल नकद प्राप्ति को परिचालन चक्र कहा जाता है या आप इसे परिचालन चक्र की अवधि कह सकते हैं और हमें इसे कम से कम रखना होगा गुणवत्ता महत्वपूर्ण है लेकिन चक्र अवधि भी महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए यह यहाँ लिखा हुआ है यहाँ चक्र अवधि किसी उत्पाद या सेवा या उत्पादों या सेवा के किसी भी घटक को पूरा करने के लिए लिया गया समय है गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक कुंजी आपको एक चक्र समय को कम करना है क्योंकि यदि आप चक्र समय बढ़ाते हैं या आपकी सभी आगत लागतें बढ़ जाएंगी और यदि आगत लागत बढ़ती है तो आपकी उत्पादकता प्रभावित होगी इसलिए आपको गुणवत्ता के उत्पादों का निर्माण और फिर न्यूनतम संभव समय के भीतर एक जुड़वां उद्देश्य प्राप्त करना होगा ताकि आपकी परिचालन संरचना कुशलतापूर्वक चल रही हो और आपकी वित्तीय संरचना उस प्रदर्शन को प्रतिबिंबित करने वाली हो फिर चक्र अवधि को नियंत्रित रखना चक्र अवधि को घटाने के लिए सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता की आवश्यकता होती है और यह ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति लचीलेपन और त्वरित प्रतिक्रिया को बढाता है चक्र अवधि को घटाने के लिए सुचारू रूप से चलने वाली प्रक्रियाओं और उच्च गुणवत्ता की आवश्यकता होती है और यह ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति लचीलेपन और त्वरित प्रतिक्रिया को बढाता है इसलिए चक्र अवधि को नियंत्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है अब हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे उत्पादकता कहा जाता है क्योंकि जैसा कि मैं आपसे चक्र अवधि की बात कर रहा था वे सम्बंधित तकनीके हैं जब आप गुणवत्ता नियंत्रण करते हैं तो आप गुणवत्ता चार्ट तैयार करते हैं आप प्रभावों को न्यूनतम करते हैं आप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाते हैं और उसके बाद हम कहिये कि चक्र अवधि घटाने की बात करते हैं फिर से न्यूनतम संभव समय में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण लागत प्रभावशीलता में सुधार और फिर यदि आप ऐसा कर पाते हैं यदि आप चक्र अवधि को कम कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी उत्पादकता सुधरनेवाली है और फर्म का अंतिम उद्देश्य क्या है कि हमें उत्पादकता में सुधार करना चाहिए उत्पादकता मूल रूप से आगत निर्गत अनुपात है या आप इसे निर्गत आगत अनुपात कह सकते हैं वांछित उत्पादन की मात्रा की प्राप्ति हेतु हम कितना आगत दे रहे हैं इसे उत्पादकता कहते हैं और उत्पादकता में वृद्धि अनेक कारणों का समग्र प्रभाव होता है जैसे कच्चे माल की गुणवत्ता उत्पादन के अन्य साधनो की उपलब्धता श्रम की कुशलता बिजली की उपलब्धता गुणवत्तापूर्ण जमीन भवन मशीने इत्यादि इसलिए हमारी समग्र परिचालन और निर्माण प्रक्रियाएं कुशल हैं निश्चित रूप से आपके न्यूनतम आगत से या न्यूनतम आगत देने से आप उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं आप निर्गत बढ़ा सकते हैं और अंततः यह प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य है हम नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं क्योकि हम संगठन के प्रदर्शन को उस अधिकतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं जहां इसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाता है इसलिए हम अलग अलग तकनीकों के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों तकनीकों पहला परिचालन परिणामों में सुधार के सन्दर्भ में और दूसरा वित्तीय परिणामों में सुधार के संदर्भ में अतः यदि आपका परिचालन सुधरता है तो वित्तीय स्थिति स्वतः सुधर जाएगी इसलिए उत्पादकता एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ हम यह कह सकते हैं कि न्यूनतम आगत से सर्वश्रेष्ठ निर्गत होता है या यह सर्वश्रेष्ठ नहीं तो कम से कम इष्टतम होना चाहिए और यह तब इष्टतम होता है जब कोई अपव्यय न हो हम दोषों को रोक रहे हैं हम अपने आगतों का सबसे बढ़िया उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है इसलिए उदाहरण के लिए आप चार्ट के इस पक्ष को दिखा सकते हैं कि हमारी उत्पादकता क्या हैं आधे से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादकता का प्रबंधन प्रतिस्पर्धा में सुधार के प्रयासों के तहत करती हैं अर्थात उत्पादकता यानि इस प्रकार के पाई चार्ट के सन्दर्भ में यानि बाजार के कुल खंडों में से हम कितने खंडों में समायोजित कर रहे हैं और जब बाजार का बड़ा हिस्सा फर्म के पास है तो यह संकेत है कि कई कारकों के कारण जिसमे उत्पादकता भी सम्मिलित है क्योंकि जब उत्पादकता में सुधार होगा तो आप न्यूनतम आगत के साथ अधिकतम निर्गत प्राप्त करेंगे तो क्या होगा प्रति इकाई उत्पादन लागत कम हो जाएगी और जब लागत में कमी आती है तो अवश्य ही कीमतें बहुत कम या बहुत ही प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी और जब यह सब होता है तो निश्चित रूप से इस तरह की बाजार हिस्सेदारी का चित्रण किया जा सकता है अर्थात बाजार के आधे से अधिक हिस्सा को हम समायोजित कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उत्पादकता या नियंत्रण में सुधार बेहतर समग्र परिणाम और फिर बेहतर प्रदर्शन देता है उत्पादकता के नियंत्रण का मतलब है कि निर्गत और आगत को कैसे मापा जाये निर्गत और आगत को कैसे मापा और प्रबंधित किया जाये श्रम गहन संगठन श्रम की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर चिंतित रहते हैं इसलिए श्रम आधारित मापक उपयुक्त हैं अपने श्रम को कैसे प्रेरित रखें अधिक कुशल श्रम को कैसे खोजें श्रम को प्रतिबद्ध कैसे रखें और श्रमिकों के मन में कैसे लक्ष्य अनुरूपता की भावना पैदा करें आपके संगठनो में ये करने के विभिन्न तरीके खोजे जा सकते हैं अंततः अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो हम प्रदर्शन में वृद्धि उत्पादकता में वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हैं और यह कई संगठनात्मक नियंत्रण तकनीकों का परिणाम है फिर उत्पादकता का नियंत्रण है अत्यधिक स्वचालित कंपनियों को मशीनों के उपयोग और निवेशित पूंजी की उत्पादकता से ज्यादा मतलब होता है अतः क्षमता आधारित मापक जैसे उपलब्ध मशीन समय का प्रतिशत उनके लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है तो अत्यधिक स्वचालित कंपनियों को मशीनों के उपयोग और निवेशित पूंजी की उत्पादकता से ज्यादा मतलब होता है अतः क्षमता आधारित मापक जैसे उपलब्ध मशीन समय का प्रतिशत उनके लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है अर्थात हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्पादन के सभी कारक यानि श्रम सामग्री मशीन सब कुछ चल रहा है या हर संभव सर्वोत्तम स्तर तक हम इसका उपयोग कर रहे हैं या इसका प्रयोग कर रहे हैं ताकि कुल उत्पादन बढ़ जाये दिए गए आगत की तुलना में यह अधिकतम हो जाए और उत्पादन की न्यूनतम लागत के भीतर आप बेहतरीन इकाईयां अंतिम उत्पादन करते हैं और कीमतों को नियंत्रित करके आप बाजार पर शासन कर सकते हैं अब हम जल्दी से अन्य चीजों के बारे में बात करेंगे यानि जैसे सेवाएं सरकार और गैर लाभकारी संगठन क्या गैर लाभकारी संगठन में भी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की कोई संभावना है या केवल हम व्यवसायिक संगठन के सन्दर्भ में बात करते हैं या गैर सरकारी संगठन में भी या गैर लाभकरी संगठन बे भी हो सकता है अतः हम कहते हैं कि जब हम MCS प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो यह सभी संगठनों हेतु समान रूप से महत्वपूर्ण है चाहे वे सरकारी या गैर सरकारी या विनिर्माण या सेवा संगठन हों हर जगह आपको गुणवत्तापूर्ण उत्पादों सही वितरण सबसे अच्छी ग्राहक संतुष्टि की आवश्यकता होती है क्योंकि सभी सेवा प्रदान कर रहे हैं वे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और जब वे सेवाएं पैदा कर रहे हैं और उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं तो अंतिम उद्देश्य है कि ग्राहकों को सर्वोत्तम मूल्य दिया जाए चाहे हम इसे लाभ के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं या हम इसे बिना लाभ के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या उत्पादन कर रहे हैं हम इसमें क्यों हैं और क्या हम सर्वोत्तम प्राप्त करने या देने में सक्षम हैं यह महत्वपूर्ण है इसलिए अधिकांश सेवा संगठन सरकारी और गैर लाभकारी संगठनों को प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को लागू करने में अधिक कठिनाई होती है क्योंकि आप कह सकते हैं कि गैर लाभकारी संगठनों में नियंत्रण स्थापित करने की विधियाँ बहुत मानकीकृत नहीं हैं वे बहुत मानकीकृत नहीं हैं शायद वे कभी कभी कम मानकीकृत होते हैं या क्योकि लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं इसलिए कुछ समस्या आती है लेकिन प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली सरकारी संगठन में भी और गैर लाभकारी संगठन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कारों या संगणकों जो निर्माताओं द्वारा बनाये जा रहे है की तुलना में सेवाओं और गैर लाभकारी संगठनों के निर्गत को मापना अधिक कठिन है सेवाओं की दक्षता में कभी कभी उदाहरण के लिए हम मोबाइल टेलीफोनी के बारे में बात करते हैं यह एक सेवा आधारित संगठन है एक महत्वपूर्ण सेवा जिसका हम उपयोग कर रहे हैं इसलिए मोबाइल टेलीफोनी में अब हम कभी कभी दुविधा में होते हैं कि भारत में कौन सी कंपनी बेहतर इंटरनेट सेवाएं और बात करने की सेवाएं दे रही है तो कभी हम एक संगठन की सेवा लेते हैं और कभी कभी हम कम संतुष्ट होते हैं और हम दूसरे संगठन की तरफ चले जाते हैं और दूसरे संगठन में भी हम यह अनुभव करते है कि ऐसी ही स्थितियां विद्यमान है तो इसका मतलब है कि हम यह पता लगाने में सक्षम नहीं हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रचाल हैं हम इसे मापने में सक्षम नहीं हैं कि अन्य कंपनियों की सेवा दक्षता कैसी है तो इसका मतलब है कि कुछ मानक मापको को खोजना होगा तो अगर आप एक कार का निर्माण कर रहे हैं आप एक संगणक का निर्माण कर रहे हैं तो आप आसानी से यह पता लगा सकते हैं कि मेरे कार के खण्ड में मैं उस कार के लिए कितनी कीमत चुका सकता हूं उस उत्पाद से मैं कितनी कुशलता की उम्मीद कर सकता हूं सेवाओं की तुलना में एक उत्पाद के प्रदर्शन को मापना अधिक बेहतर और आसान है इसी तरह गैर लाभकारी संगठन में चूंकि लाभ किसी भी संगठन के प्रदर्शन को मापने की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है आप लक्ष्य तय करते हैं कि हम इस वर्ष की आगामी एक त्तिमाही या अगले 3 महीनों में इतना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अगर वह प्राप्त नहीं होता है तो आप पता लगा सकते हैं कि संगठन में कुछ गलत हो रहा है लेकिन गैर लाभकारी संगठन में जब हम गैर लाभकारी संगठन हैं तो हम लाभ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं अर्थात अंतिम उद्देश्य है कि हमें जो अधिकतम करना है हमें जो प्राप्त करना है वह यह है कि लाभ अलाभ की स्थिती में आपकी फर्म का परिचालन होना चाहिए आपके संगठन का परिचालन होना चाहिए यानि आपकी सेवाओं या उत्पादों की कीमत लागत के बराबर होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि हम लागत को कम करने में सक्षम हैं ताकि कीमत भी कम किया जा सके और लाभ अंतिम उपयोगकर्ता को दिया जा सके क्योंकि यदि आप कह रहे हैं कि हम चाहे जो कुछ भी बनाते हैं उनके उत्पाद के निर्माण के लिए जो भी लागत लगाते हैं लेकिन हम लाभ जैसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम यह करने जा रहे हैं कि हम सिर्फ लागत वापस पाएंगे अर्थात हम अपने उत्पाद को उस कीमत पर देने जा रहे हैं जो वास्तव में लागत पर आधारित है तो वह प्रभावी मूल्य है या नहीं लेकिन हम लागत को और कम करने की कोशिश कर सकते थे ताकि हमारे मन में लाभ भले न हो परन्तु हम अंतिम उपयोगकर्ता के लिए कीमत को और कम कर सकते थे इसलिए चूंकि गैर लाभकारी संगठन के प्रदर्शन को मापने के लिए कोई उचित मात्रात्मक प्रचाल नहीं है उसी तरह सेवा संगठन में भी अतः कुछ समय के लिए कठिनाइयाँ आती हैं लेकिन MCS को लागू करना असंभव नहीं है MCS सेवा संगठनों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और सरकारी संगठनो में भी और गैर लाभकारी संगठन में भी सरकारी सेवाओं में हम हमेशा सेवाओं की निम्न गुणवत्ता सेवाओं में देरी ख़राब सेवाएं की शिकायत करते हैं और केवल एक महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि कोई प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली नहीं है क्योंकि इसका अर्थ है कि हमने इस तरह का कोई मापक विकसित नहीं किया है कि जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करने बिजली कार्यालय जाते हैं तो हमें वहां कितना समय लगेगा खिड़की पर बैठा आदमी हमें कितनी देर पंक्ति में खड़ा रखेगा और उसे बिल जमा करने में कितना समय लगेगा यानि वहां कितना समय लगेगा इसका कोई मानक मापक नहीं है तो वहां बैठा व्यक्ति भी अपनी गति से काम कर रहा है लोग कतार में खड़े हैं वे निराश हो रहे हैं वे हतोत्साहित हो रहे हैं अर्थात अगर उस संगठन द्वारा कुछ मानक समय दिया गया है कि आपको आधे घंटे में न्यूनतम 15 लोगों से बिल जमा लेना है यानि प्रति व्यक्ति संग्रह समय 2 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए वह सावधान भी रहेगा और ग्राहक भी बहुत खुश होंगे लेकिन उस तरह के मानक नहीं हैं इसलिए MCS को लागू करना थोड़ा कठिन है लेकिन यह समान रूप से जरूरी है और उतना ही वांछनीय भी फिर हम कहिये कि लेखांकन जानकारी के बारे में बात करते हैं एक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन लेखांकन उपकरणों जैसे बजट और प्रदर्शन रिपोर्ट का उपयोग संगठन में संसाधनों और व्यक्तियों की प्रतिभा को गुणवत्ता लागत सेवा जैसे लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए करते हैं एक प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन लेखांकन उपकरणों जैसे बजट और प्रदर्शन रिपोर्ट का उपयोग संगठन में संसाधनों और व्यक्तियों की प्रतिभा को गुणवत्ता लागत सेवा जैसे लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए करते हैं हमने सीखा इस चर्चा के दौरान इन सभी 4 5 तकनीकों को सीखा और इस पीछे यानि करीब 30 घंटे की चर्चा में हमने सीखा हमने एक विषय के रूप में प्रबंधन लेखांकन की बुनियादी समझ से शुरू किया और फिर हम लागत पत्रक के साथ आगे बढे आगे हम बजट मानक लागत सीमांत लागत और फिर गतिविधि आधारित लागत के साथ आगे बढ़ते गए वे सभी तकनीके जहाँ ये सभी तकनीकें एक प्रकार की लेखांकन विधियाँ हैं लागत लेखांकन और वित्तीय लेखांकन एक साथ उपयोग किये जाते हैं और फिर हम यह पता करने की कोशिश करते हैं कि यदि आप समग्र संगठन के लिए बजट तैयार करते हैं तो आप बजटेड आय विवरण तैयार करते हैं आप बजट से संबंधित चिटठा बैलेंस शीट तैयार करते हैं और यदि बजटेड आय विवरण हमारे हाथ में है तो उनकी बजटीय लाभ या हानि हमें पहले से ही पता है यानि कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है हम वांछित परिणामों से विचलित हो सकते हैं लेकिन अगर विचलना होता है तो वह विचलन भी पूर्व निर्धारित होता है और उस विचलन का कारण भी पूर्व में ही ज्ञात या निर्धारित रहता है तो इसका मतलब है कि लेखांकन जानकारी व्यावसायिक संगठन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि मैं कह रहा हूं क्योंकि हम वित्तीय जानकारी के बारे में बात करते हैं और लेखांकन में हम सिर्फ उस जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं सूचना के सिर्फ उस घटक का उपयोग कर सकते हैं जिसे मौद्रिक या वित्तीय रूप में मापा जा सकता है अतः इसका मतलब है कि व्यावसायिक संगठन में प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को लागू करना बहुत आसान बेहतर और सहायक है क्योंकि सभी चीजों को मुद्रा या मौद्रिक इकाईयों में मापा जाना है अतः लेखांकन जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है मैंने आपको चर्चा की शुरुआत में बताया था कि प्रबंधन लेखांकन स्वयं में एक विषय नहीं है यह दो शाखाओं दो परस्पर सम्बंधित विषयों वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन के समायोजन पर आधारित एक विषय है लेखांकन की ये दो शाखाएँ साथ साथ चलती हैं और लेखांकन के इन विषयों की जानकारी पूर्व आवश्यक शर्त है यदि आपको वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन का पर्याप्त ज्ञान है तभी आप समझ सकते हैं और आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संगठनों में प्रबंधन के किसी भी स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लें क्योंकि सभी चीजों को वित्तीय या मौद्रिक इकाईयों में रूपांतरित किया जाना है इसलिए यह पूर्व आवश्यक शर्त है वित्तीय लेखांकन लागत लेखांकन और सभी चीजों का मौद्रिक रूप में रूपांतरण और फिर प्रदर्शन को लाभ उद्देश्यों लागत उद्देश्यों और निवेश उद्देश्यों के सन्दर्भ में मापना इसलिए आप कह सकते हैं कि चूंकि सबको मौद्रिक या वित्तीय इकाईयों में मापना है इसलिए गैर व्यावसायिक या गैर लाभकारी संगठनों की तुलना में व्यावसायिक संगठनों में प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली को लागू करना बहुत बेहतर और आसान है अब हम प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के भविष्य की बात करते हैं एक बदलता हुआ वातावरण का प्रायः यह मतलब होता है कि संगठन को विभिन्न उप लक्ष्य या महत्वपूर्ण सफलता कारक अवश्य निर्धारित करने चाहिए और दूसरी बात यह है कि उद्देश्यों का अंतर प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए विभिन्न लक्ष्य और विभिन्न मानदंडो को जन्म देता है तो इसका मतलब है कि यह स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है जब आप प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली की बात करते हैं तो यह स्लाइड प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप प्रदर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने इच्छित और लक्षित परिणामों को लागू करना है यह सिर्फ किसी व्यावसायिक संगठन में नहीं होता है अपितु ऐसा मानव जीवन में भी होता है हम अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और हम पूर्व निर्धारित रास्ते या नक्शे पर एक वांछित तरीके से और नियंत्रण तरीके से आगे बढ़ते हैं मुझे लगता है कि इसके परिणामस्वरूप हम उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं और हम अधिक संतुष्ट हो जाते हैं व्यवसायिक संगठनों में क्योंकि यह अनेक हितधारकों का योग है हमारे पास बाहरी हितधारक है हमारे पास आंतरिक हितधारक हैं और दोनों हितधारकों की संतुष्टि महत्वपूर्ण है आपके सबसे महत्वपूर्ण बाहरी हितधारक आपके ग्राहक हैं आप आपूर्तिकर्ता दूसरे सबसे महत्वपूर्ण निवेशक एक और महत्वपूर्ण हितधारक हैं और सबकी संतुष्टि बहुत आवश्यक है यदि आपका ग्राहक आपका समर्थन करना बंद कर देता है तो आपके अस्तित्व का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है यदि आपके आपूर्तिकर्ता समस्याएं पैदा करना शुरू कर दें तो फिर से फर्म परेशानी में होगी आपके वितरणकर्ता यदि वे समर्थन नहीं करते है आपके वितरण के माध्यम आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वितरण माध्यमों के मामले में क्या होता है मोटे तौर पर वितरण माध्यम अपने ग्राहकों के अभिकर्ता होते हैं न की विक्रेताओं या संगठनों अतः यदि आप उन्हें अपने संगठन के प्रति निष्ठावान बनाना चाहते हैं तो आपको उनकी निष्ठां को ग्राहकों के अभिकर्ता होने से संगठन का अभिकर्ता होने में बदलना होगा और जब यह संभव हो सकता है और जब यह वितरण के उस माध्यम हेतु कठिन नहीं है या यह कहें कि आप एक थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता हैं और जब उनके पास ग्राहक को यह बताने का हर कारण होता है कि यदि आप इस कंपनी के उत्पाद का उपयोग करते हैं आप इस कंपनी की सेवा का उपयोग करते हैं तो आप लाभान्वित होंगे दोनों तरह से वह झूठ नहीं बोल रहा है कंपनी वितरक का ध्यान रख रही है और वितरक कंपनी और ग्राहकों दोनों का ध्यान रख रहा है अर्थात तीनो जीत की स्थिति में है सही हैं अर्थात सभी बाहरी हितधारक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं इसी तरह आपके सभी आंतरिक हितधारक कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं कंपनी को कर्मचारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए लेकिन साथ ही आपको उन्हें प्रेरित रखना होगा आपको अपनी निर्माण प्रक्रियाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित करना होगा लेकिन साथ ही साथ आपको उन्हें अद्यतन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की स्थिती में रखना है और यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो निस्संदेह आप एक ऐसा संगठन बनाने में सक्षम हैं जो हर प्रकार से उत्कृष्ट है जब आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अंतर की बात करते हैं तो क्यों बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ही अर्थव्यवस्था के भीतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी की तुलना में अधिक सफल होती हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके लिए ग्राहक का क्या महत्व है उनके लिए आपूर्तिकर्ता का क्या महत्व है उनके लिए निवेशकों का क्या महत्व है यहां तक कि सरकारी एजेंसी का भी उनके लिए क्या महत्व है वे अधिक अनुशासित है वे अधिक उत्तरदायी संगठन हैं इसलिए कुछ स्थानीय संगठनों की तुलना में क्योंकि नहीं वे ग्राहक संतुष्टि कर्मचारी संतुष्टि आपूर्तिकर्ता संतुष्टि की संस्कृति का निर्माण करते हैं इससे आंतरिक विनिर्माण में सुधार होता है बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाएं वे सर्वोत्तम आगत का उपयोग करती हैं वे सर्वोत्तम विनिर्माण प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं और वे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं अर्थात सफलता का अर्थ है कि जब वे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं वे दुनिया के 20 देशों में परिचालन कर रहे हैं उन लोगों का रहस्य क्या है उनके उत्पाद को छोड़कर क्योकि वे जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उत्पाद सर्वश्रेष्ठ सेवाएँ कैसे बनाए जाते हैं और फिर कैसे अपने ग्राहकों को संतुष्ट रखना है और यह बेहतर नियंत्रण प्रणाली या बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण मूल्य नियंत्रण वितरण नियंत्रण और समग्र रूप से नियंत्रित व्यवसाय प्रदर्शन सुनिश्चित करने या लागू करने के बिना नहीं होता है सही है अतः अंत में मैं यहां कह सकता हूं कि भविष्य या प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली कहती है कि बदलते वातावरण में संगठनों को विभिन्न उप लक्ष्य या महत्वपूर्ण सफलता कारक निर्धारित करना चाहिए उन्हें स्वयं का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए और यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण कैसे बदल रहा है पर्यावरण की आवश्यकताएं कैसे बदल रही हैं और कैसे उन्हें उन आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बैठाएंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे बाजार से बाहर हो जायेंगे आपने पहले ही देखा है कि कई भारतीय कंपनियां जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से पहले बाजार में अग्रणी थीं आज वे बाजार से बाहर हैं लोगों ने उनके उत्पादों को खरीदना बंद कर दिया है और वे कंपनियां मृत हैं सही हैं तो अंततः प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु विभिन्न उप उद्देश्य विभिन्न उप लक्ष्य और मानदंडो को जन्म देते हैं इसलिए सभी पर्यावरण का मूल्यांकन करते हैं स्वयं का मूल्यांकन करतें हैं और लक्ष्य उप लक्ष्य और प्रयोजन का निर्धारण करते हैं और हर समय उन लक्ष्यों उप लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करते रहते हैं अर्थात यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एक सतत सुधार होता रहे और समग्र रूप से संगठन बाजार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करे इसके साथ मैं यहाँ रूकूंगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपके साथ प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली के इस विषय पर चर्चा कर पाया हमने कुछ तकनीकों के बारे में बात की जो वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने और परिचालन प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण हैं और जब किसी भी व्यावसायिक संगठन या गैर व्यावसायिक संगठन के दोनों प्रदर्शन सुधरते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर परिचालन प्रदर्शन बेहतर वित्तीय परिणाम लाता है और हम संगठन के समग्र वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने और हितधारकों के लिए फर्म के मूल्य को अधिकतम करने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमने उन व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिनके लिए हम अस्तित्व में आए हैं मैंने इस पर यानि प्रबंधन लेखांकन विषय पर चर्चा रोक दिया है और आशा करता हूँ कि ये तकनीक आपको ये सीखने में मदद करेंगे कि कैसे व्यावहारिक परिस्थितियों में कंपनियों में प्रबंधन निर्णय लेने को सुनिश्चित किया जाये और कैसे ये तकनीकें प्रबंधन को उनके दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने में सहायक है